छात्रों आपका स्वागत है तो पिछली 2 कक्षाओं में हम बैलेंस शीट को ठीक से प्रबंधित करना यह कितना महत्वपूर्ण है अब एक बार जब हमने करंट ऐसेट की आवश्यकता को समझ लिया है तो इसका मतलब है कि हम समझ गए हैं कि कार्यशील पूंजी या अल्पकालिक निधियों के समुचित प्रबंधन की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि अब हम सीढ़ी पर आगे बढ़ रहे हैं और हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्यशील पूंजी प्रबंधन की प्रकृति क्या है जैसा कि यहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कार्यशील पूंजी प्रबंधन की प्रकृति क्या है और यदि आप उस कार्यशील पूंजी प्रबंधन संख्या 1 के बारे में सोचते हैं तो आप भूल जाते हैं कि प्रकृति बहुत गतिशील विषय है आप एक बार योजना बना कर इसे वर्षों तक उपयोग नहीं कर सकते हैं आपको रोज की योजना बनानी होगी आपको हर दिन सुबह कुछ ऐसी चीजों की योजना बनानी होगी जो आज मैं करने जा रहा हूं और मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा समय क्षितिज 1 महीना हो सकता है यह 15 दिन का हो सकता है यह बजट बनाने के लिए 1 सप्ताह का हो सकता है लेकिन आपको बहुत सतर्क स्पष्ट और हर बात को स्पष्ट रूप से समझना होगा कि आज मुझसे क्या करने की उम्मीद की जा रही है और मुझे वित्त प्रबंधक या वित्त विभाग या शायद कंपनी के सीएफओ के रूप में अपने कर्तव्यों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करना चाहिए इसलिए यदि आप यह देखते हैं कि यह कार्यशील पूंजी प्रबंधन क्या है यदि आप कार्यशील पूंजी प्रबंधन की प्रकृति की बात करते हैं कार्यशील पूंजी प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस तथ्य के कारण कि यह व्यापार उद्यम के पहियों को चलाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसका संबंध अल्पकालिक वित्तीय निर्णय लेने से है कार्यशील पूंजी के उचित प्रबंधन की उपेक्षा के कारण कई व्यवसाय विफल हो गए और कई मामलों में उनकी वृद्धि मंद हो गई मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि कार्यशील पूंजी प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस तथ्य के कारण कि यह व्यवसाय उद्यम के पहियों को चालू रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्यशील पूंजी प्रबंधन के कारण ही व्यावसायिक उद्यम चल रहा है आपके पास बहुत बड़ा प्लांट सब कुछ हमारे पास है लेकिन कोई कच्चा माल नहीं है उन लोगों का क्या उपयोग है प्लांट के स्तर को बढ़ाते हैं तो आप अपनी लागत बढ़ा रहे हैं इसलिए और यदि आप इसे एक स्तर से कम कर रहे हैं तो आप फर्म के तकनीकी दिवालिया होने के जोखिम में हैं इसलिए आपको करंट ऐसेट की कितनी आवश्यकता है कार्यशील पूंजी के उचित प्रबंधन की उपेक्षा के कारण कई व्यवसाय विफल हो गए हैं और कई मामलों में उनकी वृद्धि मंद हो गई है मैं आपको कई कंपनियों के बारे में बता सकता हूं जो अगर वे बहुत कुशल हैं और यदि वे अपनी कार्यशील पूंजी का सही प्रबंधन नहीं कर रहे हैं तो कई बार वे आउट ऑफ स्टॉक लागत का भुगतान कर रहे हैं और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत कुशल नहीं हैं क्योंकि विशेष रूप से 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण इस पूरे विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव आया है जो सेक्टर पहले पब्लिक सेक्टर के बाजार का आधा हिस्सा छीन लिया इसलिए सेल का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो उनके नुकसान बढ़ जाएंगे इसलिए उन्हें निर्माण करना होगा विनिर्माण प्रक्रिया लगातार चल रही है लेकिन वे बाजार का 50 खो चुके हैं तो क्या हो रहा है उनकी इन्वेंटरीस है अब आपको उस इन्वेंट्री का समर्थन करने के लिए धन की आवश्यकता है और जब आप चाहते हैं तब आप उस इन्वेंट्री को बाजार में बेचने में सक्षम नहीं हैं यह एक समस्या पैदा कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस मामले में कार्यशील पूंजी के उचित प्रबंधन की उपेक्षा के कारण कई व्यवसाय विफल हो गए हैं और कई मामलों में उनकी वृद्धि मंद हो गई है कार्यशील पूंजी के कुशल और प्रभावी उपयोग में कमी से रिटर्न रख रहे हैं क्योंकि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं कि मेरा कच्चा माल हमेशा रहता है मेरी बिजली वहां है मेरे कार्यकर्ता वहां हैं हर कोई वहां है आप अधिकतम बाजार या बाजार में बड़ी हिस्सेदारी के लिए क्रेडिट बनानी होगी और मैंने आपको बताया कि वे कम से कम उत्पादक हैं तो क्या होगा आपके नुकसान बढ़ेंगे यह कार्यशील पूंजी का अकुशल प्रबंधन है और इसे कार्यशील पूंजी के प्रबंधन की कमी कहा जाता है कार्यशील पूंजी के कुशल और प्रभावी उपयोग के अभाव में नियोजित पूंजी की रिटर्न बढ़ेगा इस प्रकार कार्यशील पूंजी प्रबंधन की आवश्यकता हाल के वर्षों में ज्यादा हो गई है अब अगली बात यह है कि कार्यशील पूंजी प्रबंधन उन समस्याओं से संबंधित है जो करंट ऐसेटस के बीच मौजूद अंतरसंबंधों के प्रबंधन के प्रयास में उत्पन्न होती हैं और इसीलिए हम इसे प्रकृति में काफी गतिशील कहते हैं कार्यशील पूंजी का प्रबंधन प्रकृति में काफी गतिशील है क्योंकि आपको कभी कभी दैनिक आधार पर योजना बनानी होगी मैं कितना भुगतान करने जा रहा हूं मैं कितनी बिक्री करने जा रहा हूं आज मैं कितना फंड के प्रबंधन की लागत बढ़ने वाली है अब इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझते हैं कार्यशील पूंजी की परिभाषा आपने 2 तरीकों से कार्यशील पूंजी के बारे में सुना होगा एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल

ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है लेकिन उन ऐसेटस है तो अंत में नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करना चाहते हैं इसका मतलब है कि करंट ऐसेटस है लेकिन जब यहाँ आपके पास करंट लायबिलिटीज का वह हिस्सा है जो दीर्घकालिक स्रोतों से वित्तपोषित होता है नेट वर्किंग कैपिटल क्योंकि करंट लायबिलिटी के लिए हमें 100 रुपए चाहिए और हमारे पास कुल मिलाकर स्पॉन्टेनियस फाइनेंस के साथ साथ शॉर्ट टर्म फाइनेंस के 80 रुपये उपलब्ध है तो इसका मतलब है कि अब नेट वर्किंग कैपिटल वित्त के लिए जाते हैं फिर आप अल्पावधि वित्त के लिए जाते हैं और फिर आप वित्त के दीर्घकालिक स्रोतों के लिए जाते हैं एक बार यह 2 स्रोत यह प्लस से नहीं तो इसका मतलब है कि हम कदम दर कदम धन के सभी 3 स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस वित्त अल्पकालिक वित्त और दीर्घकालिक वित्त लेकिन मैं फिर से आपको सावधान करता हूं लॉन्ग टर्म फंड कितनी होनी चाहिए नेट वर्किंग कैपिटल 50 होगी इसका मतलब है कि आपकी करंट ऐसेटस का आधा हिस्सा फंड के दीर्घकालिक स्रोतों से वित्तपोषित हो रहा है यह कितना महंगा होगा तो यह होना चाहिए उदाहरण के लिए यदि आप यह कहना चाहते हैं कि आपकी करंट ऐसेट दीर्घकालिक स्रोतों से आ रही हैं तो इसका मतलब यह है यदि आप इस अनुपात को 133 1 के रूप में बनाए रख रहे हैं बजाय के 21 के रूप में बनाए रखने के तो इस मामले में इस अनुपात के बजाय इस अनुपात का होना बेहतर है क्योंकि 21 इस अनुपात में आपकी करंट ऐसेटस चला रही हैं

यह नेट वर्किंग कैपिटल से अधिक हैं वे एक नकारात्मक कार्यशील पूंजी के साथ शो चला रहे हैं यह व्यवसाय के लिए कितना जोखिम भरा है लेकिन अगर आप अपने व्यवसाय को ठीक से और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में कुशल हैं तो उस स्थिति में क्या होगा हम फंड की लागत को कम कर पाएंगे आपकी वित्तीय लागत पूरी तरह से नियंत्रण में होगी उदाहरण के लिए कंपनियां हैं जो मैं आपको इस्पात क्षेत्र का उदाहरण दे रहा था स्टील सेक्टर के अलावा लगभग ये सभी कंपनियां एक नकारात्मक कार्यशील पूंजी के साथ शो चला रही हैं वे करंट लायबिलिटीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है लेकिन हर कंपनी के लिए यह संभव नहीं है तो आमतौर पर इसका मतलब है कि ज्यादातर कंपनियों में आप पाएंगे कि एक सकारात्मक नेट वर्किंग कैपिटल में शो का प्रबंधन करने की स्थिति में हैं तो सबसे अच्छी स्थिति होगी लेकिन उसकी वजह से कई अन्य समस्याएं होंगी इसलिए मैं बाद में आपके साथ इन समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा और यदि आप उन समस्याओं का प्रबंधन या ध्यान रखने में सक्षम हैं तो हम नकारात्मक कार्यशील पूंजी के साथ शो को चलाकर अपनी कार्यशील पूंजी का कुशल प्रबंधन कर रहे हैं लेकिन हम उस हिस्से में यहां के बजाय चर्चा के अगले भाग में जाएंगे परंतु मैंने आपको बताया कि नेट वर्किंग कैपिटल का वह हिस्सा है जो लंबी अवधि के धन के साथ वित्तपोषित होता है इसलिए आप इस निवेश को यथासंभव कम न्यूनतम यथासंभव न्यूनतम रखें ताकि हमारी धनराशि या वित्तीय लागत नियंत्रण में रहे इसलिए कार्यशील पूंजी के प्रबंधन में वित्तीय प्रबंधक का कार्य एंटरप्राइज वित्त अल्पावधि वित्त दीर्घकालिक वित्त से धन उधार लेकर संभव है विकल्प व्यवसाय या उसके वित्त प्रबंधकों का है कि वह कैसे शो चलाना चाहता है यदि वह लंबी अवधि के स्रोतों से अधिक उधार ले रहा है तो लागत बढ़ रही है अन्यथा लागत नियंत्रण में है अब हम कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं यहां हम उस चीज के बारे में बात करते हैं जो कार्यशील पूंजी का उद्देश्य है हमें कार्यशील पूंजी प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है हम कार्यशील पूंजी का प्रबंधन क्यों करना चाहते हैं कार्यशील पूंजी के प्रबंधन के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं यह यहां लिखा गया है कार्यशील पूंजी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य फर्म की करंट ऐसेटस में न तो कम और न ही अधिक इष्टतम निवेश शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो आपको कितना चाहिए आप इन्वेंटरी वित्त का भुगतान देय हो जाता है इसलिए जब आपूर्तिकर्ता की क्रेडिट अवधि समाप्त हो रही हो तो आपको भुगतान करना होगा यदि आप देय तिथि पर भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आपको कुशल प्रबंधक नहीं माना जाता है और उस आपूर्तिकर्ता के साथ संबंध खट्टा हो जाएगा और उस आपूर्तिकर्ता को भी लगने लगेगा कि यह फर्म एक अच्छा पे मास्टर नहीं है वे नियत तारीख को हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं तो यह फर्म की प्रतिष्ठा को खराब करेगा और जब आप उस समय पर जब वे देय हो जाते हैं भुगतान कर सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त तरलता है जहां पर्याप्त तरलता का मतलब पर्याप्त मात्रा में नकदी है लेकिन यह अतिरिक्त तरलता नहीं होनी चाहिए अतिरिक्त तरलता रखना महंगा है तरलता को आवश्यक मात्रा से कम रखना फिर से नकारात्मक रूप से महंगा है क्योंकि तब फर्म नियत तारीख पर भुगतान नहीं कर पाएगी और इसे तकनीकी रूप से दिवालिया माना जाएगा कोई भी फर्म जो नियत तिथि पर अपने दायित्व का सम्मान करने में सक्षम नहीं है उसे तकनीकी रूप से दिवालिया फर्म माना जाता है इसलिए हमारे पास वर्तमान संपत्ति का इष्टतम स्तर होना चाहिए हमारे पास पर्याप्त तरलता होनी चाहिए और साथ ही करंट असेट्स धन की लागत से अधिक होना चाहिए इसलिए केवल अपने स्पॉन्टेनियस बिक्री की लागत के रूप में तो कोई भी क्रेडिट पर फर्म का उत्पाद नहीं खरीद रहा होगा क्योंकि लागत बहुत उच्च है और लागत की वजह से कीमत बहुत अधिक है इसलिए हम इसे क्रेडिट पर भी नहीं बेच पाएंगे इसलिए हमें लागत को नियंत्रण में रखना होगा और अंतिम उद्देश्य फर्म के मूल्य को अधिकतम करना होगा अंत में फर्म के मूल्य का अधिकतमकरण कि यदि आप बैलेंस शीट के ऊपरी हिस्से को अपनी दीर्घकालिक असेट्स को अधिकतम किया जाएगा और फर्म के मूल्य को अधिकतम किया जाएगा अब हमारे पास कार्यशील पूंजी से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाएं हैं जिसके बारे में हम यहां बात करेंगे कार्यशील पूंजी प्रबंधन के बारे में या शायद कार्यशील पूंजी के ओवर केपीटलाइजेशन के बारे में या शून्य कार्यशील पूंजी और चौथे में नकारात्मक कार्यशील पूंजी के बारे में मैंने आपसे सिर्फ नकारात्मक कार्यशील पूंजी के बारे में बात की है जब आप करंट ऐसेटस को बनाए रख रहे हैं जो कि बहुत ही उच्च करंट रेशो है और यदि आप करंट रेशो 2 1 है करंट रेशो रख रहे हैं लेकिन यह होगा वित्तीय लागत में वृद्धि और यह फर्म के हित में नहीं है क्योंकि प्रत्येक लागत का कुल लागत में योगदान है उत्पादन लागत कच्चा माल लागत उत्पाद निर्माण लागत फिर आपका मानव संसाधन लागत फिर आपकी बिक्री और वितरण लागत इसी तरह आपके पास वित्तीय लागत है इसलिए आपको वित्तीय लागत को यथासंभव कम रखना होगा इसलिए यदि आप अपनी कार्यशील पूंजी को बहुत उच्च स्तर पर रख रहे हैं तो 21 या 41 या 31 वह करंट रेशो के बारे में बात करते हैं अंडर केपीटलाइजेशन की आवश्यकता है हर समय आपको 100 रुपये की इन्वेंट्री की आवश्यकता है आपको अपने उत्पादन का 20 क्रेडिट पर बेचना चाहिए आपके पास हर समय 100 रुपये नकद होना चाहिए फिर आपको अग्रिम भुगतान के रूप में 50 रुपये देने की आवश्यकता हो सकती है करंट असेट्स रख रहे हैं और फिर इसी तरह आप अपने अग्रिम भुगतानों के बारे में बात करते हैं आप केवल 30 रुपये की सीमा तक अग्रिम भुगतान करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब यह है कि करंट ऐसेटस का स्तर 200 रख रहे हैं

इसी तरह अगर आप 40 रु क्रेडिट पर बेच रहे हैं तो मान लीजिए यदि आप 200 रुपये की नकदी रखते हैं और यदि आप 100 रुपये का अग्रिम भुगतान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप करंट ऐसेटस है तब इष्टतम स्तर की तुलना में करंट ऐसेटस का इष्टतम स्तर रखना है और यदि आप करंट ऐसेटस है

मैं आपसे इस व्याख्यान के साथ साथ पिछले व्याख्यानों में भी बात कर रहा हूं कि हमें धन की लागत को ध्यान में रखना होगा इसलिए हम धनराशि की लागत का प्रबंधन करने के लिए स्पॉन्टेनियस स्रोत है और वह आपको केवल कुछ दिनों या अधिकतम कुछ महीनों के लिए क्रेडिट दे रहा है कुछ आपूर्तिकर्ता सहमत हो सकते हैं मैंने आपको बताया था कि भारत में ऋण अवधि 45 60 दिन है यदि फर्म बहुत कुशल है बाजार में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है तो वे 60 दिनों की अवधि की क्रेडिट अवधि लेने के लिए सक्षम है लेकिन अगर वे उतने क्रेडिट के योग्य नहीं हैं तो कोई भी उन्हें 30 दिनों के लिए भी क्रेडिट देना नहीं चाहेगा या यदि आप बीच में हैं तो आपके पास 45 दिनों के लिए क्रेडिट हो सकता है लेकिन अधिकतम 2 महीने के बाद आपको आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना होगा इसलिए हमें हर समय निश्चित मात्रा में नकदी तैयार रखनी होगी और यदि आप नियत तारीख पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं तो यह फर्म की प्रतिष्ठा को खराब करेगा इसलिए यह वित्तीय साहित्य में या व्यवसायिक प्रथाओं में कहा जाता है कि अगर किसी का भुगतान 5 दिसंबर की सुबह देय है तो 4 दिसंबर की शाम को भुगतान करना बेहतर है बजाय के देरी कर 5 दिसंबर की शाम तक भुगतान करने के मतलब सुबह भुगतान किया जाना था चेक को भेज दिया जाना चाहिए था या चेक को 5 दिसंबर की सुबह आपूर्तिकर्ता के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए था लेकिन आपने कहा कि हम शाम को चेक भेज देंगे यह ठीक है क्या फर्क पड़ता है हमें 5 दिसंबर को भुगतान करना है तो इसका मतलब क्या यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम सुबह भुगतान करते हैं या शाम को या शायद आज या शायद कलकोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इससे फर्क पड़ता है यदि कोई भुगतान किया जाना है और यदि आपूर्तिकर्ता प्रतीक्षा कर रहा है कि 10 बजे मुझे मेरे खरीदार से चेक प्राप्त होगा या जिसे मैंने क्रेडिट पर आपूर्ति की है तो वह मुझे 1 मिलियन रुपये 10 लाख रुपये के चेक भेजेगा और अगर आप इसे बिना किसी कारण के देरी करते हैं कि ठीक है कि सुबह चेक भेजने या शाम को भुगतान करने में कोई अंतर नहीं है परंतु इससे फर्क पड़ता है आपको बहुत सावधान रहना चाहिए इसलिए वित्तीय रूप से अनुशासित संगठन होने के लिए 5 दिसंबर की सुबह से देरी कर शाम तक भुगतान करने के बजाय इसे 4 दिसंबर की शाम को भेजना बेहतर है इतनी देरी की उम्मीद भी नहीं होती है यह वारंटेड वित्त के तहत हालांकि यह वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है कम खर्चीला है कम से कम महंगा वित्त स्रोत है लेकिन यह आपको तरलता बनाए रखने और स्रोत को भुगतान करते समय बहुत सावधान रहना होगा तो इसका मतलब यह है कि सकारात्मक क्या है वह यह है कि निधियों की लागत स्पॉन्टेनियस वित्त के तहत कम से कम है लेकिन नकारात्मक हिस्सा यह है कि आपको उचित तरलता बनाए रखना है और यदि आप भुगतान करने में चूक करते हैं तो यह फर्म की प्रतिष्ठा को खराब करेगा अब वित्त के अल्पकालिक स्रोत पर जाएं वित्त के अल्पकालिक स्रोत में हम बैंकों या वित्तीय संस्थानों से न्यूनतम 6 महीने की अवधि के लिए पैसा उधार लेते हैं या वित्त के अल्पावधि स्रोत का अर्थ है कि धनराशि स्रोत या बैंकों सहित दूसरे वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है इसलिए अगर आप बैंक से 1 साल की अवधि के लिए या शायद 6 महीने के लिए पैसा उधार लेते हैं तो कम से कम 6 महीने के लिए आपको आराम मिलता है आप 6 महीने के लिए उन फंड्स वित्त का मामला नहीं है और दीर्घकालिक स्रोत के मामले में हमने 5 10 साल के लिए पैसा उधार लिया है तो इसका मतलब है कि नियमित रूप से हमें ब्याज का भुगतान करना होगा और हमें दीर्घकालिक वित्त की किश्त भेजनी होगी शायद 6 मासिक या शायद तिमाही ताकि केवल किश्त ही जा सके आपको स्रोत को 100 ऋण वापस नहीं देना है ताकि वहां विलासिता हो लेकिन नकारात्मक हिस्सा यह है कि लंबी अवधि के फंड की लागत बहुत अधिक है तो इसका मतलब है कि वहां दोनों पक्ष हैं यहां सिक्के के दोनों ओर हैं धन के स्रोतों के साथ फायदे और नुकसान चलते हैं इसलिए यदि कुछ समय लागत कम है तो हमें सावधान रहना होगा कि हमें उचित तरलता बनाए रखना है और समय पर भुगतान करना है यदि लागत अधिक है तो हम कुछ समय के लिए आराम से रह सकते हैंकि ठीक है अभी भुगतान नहीं किया जा रहा है यह अभी देय नहीं है हमें कुछ समय के बाद भुगतान करना होगा इसलिए हम इसे बनाएंगे और हम धन की व्यवस्था करेंगे तो इसका मतलब है कि अंतत दोनों पक्ष दोनों चरम सीमाएं अच्छी नहीं हैं दोनों चरम सीमाएं अच्छी नहीं हैं इसलिए हमें क्या करना है उसके लिए हमें ट्रेड ऑफ करना होगा

आप दीर्घकालिक स्रोतों से कुल कार्यशील पूंजी वित्त नहीं ले सकते आपके कुल कार्यशील पूंजी को अल्पकालिक स्रोतों से या स्पॉन्टेनियस करना होगा क्योंकि यदि आप लागत को कम कर रहे हैं तो आप जोखिम को अधिकतम कर रहे हैं और यदि आप लागत को अधिकतम कर रहे हैं तो आप जोखिम को कम कर रहे हैं और दोनों चरम सीमाएं अच्छी नहीं हैं तो क्यों नहीं बीच का रास्ता रखें जो फर्म के लिए भी अच्छा है हम इसे बनाए भी रख सकते हैं हम इसे प्रबंधित भी कर सकते हैं और हम लागत को नियंत्रण में रख सकते हैं हम अपने साथ तरलता को हर समय उपलब्ध रख सकते हैं ताकि तकनीकी शोधन क्षमता भी बनी रहे वित्तीय लागत भी नियंत्रण में रहे और अंततः लाभ की वांछित राशि भी अर्जित हो और वह भी इतनी जितनी अर्जित होने की उम्मीद है इसलिए जब आप लाभ और जोखिम के बीच ट्रेड ऑफ के बीच का अंतर कुछ इस तरह होगा यदि आप कहते हैं कि यदि आप पैसे उधार ले रहे हैं और यदि आप 21 के करंट रेशो का दोगुना है इसलिए आप पहले नकदी का उपयोग करेंगे फिर आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज का दो गुना रखा है लेकिन इस दूसरे मामले में आपने करंट लायबिलिटी जितनी अधिक होगी जोखिम उतना कम होगा लेकिन लाभप्रदता भी कम होगी और दूसरा मामला है कम नेट वर्किंग कैपिटल जोखिम इतना अधिक लेकिन लाभप्रदता भी अधिक तो इन 2 दृष्टिकोणों में हमारे पास 2 चरम सीमाएं हैं और एक बार जब आपके पास 2 चरम सीमाएं होती हैं तो इसका मतलब है कि चरम सीमाएं हमेशा खराब होती हैं विशेष रूप से व्यापार की चरम सीमाएं हमेशा असहनीय होती हैं वे खराब हैं तो क्यों नहीं एक ट्रेड ऑफ कहा जाता है इसका मतलब है कि चरम सीमा का सहारा न ले बल्कि बीच का रास्ता निकालें और फिर दो चीजों में से सर्वश्रेष्ठ को उठाएं फिर हम एक सिद्धांत बनाने या कार्यशील पूंजी के सिद्धांत या अपरोच का क्या लाभ है मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा